इस व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछली बार जब हम जीवन चक्र मॉडल के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने कहा था कि जलप्रपात मॉडल एक सहज और महत्वपूर्ण मॉडल है और कई मॉडल झरना हां मॉडल से प्राप्त हुए हैं हमने जलप्रपात मॉडल से कुछ व्युत्पत्तियों को देखा था और आज के व्याख्यान में हम पहली बार देखेंगे कि जलप्रपात के मॉडल ने कैसे काम किया है उनके बारे में क्या अच्छी बातें हैं और उनके बारे में क्या संक्षिप्त चित्र हैं और फिर हम अन्य मॉडलों के बारे में चर्चा करेंगे जो झरने के मॉडल की विशिष्ट कमियों को दूर करते हैं झरने के मॉडल की कुछ गंभीर कमियां हैं जिसके कारण वे उतने लोकप्रिय नहीं हैं जितने कि वे लगभग 30 40 साल पहले थे और एक मुख्य समस्या जो सामने आ रही है वह यह है कि जिस प्रकार की परियोजना को संभाला जा रहा है वह उन लोगों से अलग है जिन्हें 30 40 साल पहले संभाला गया था अब परियोजनाएं छोटी हैं और कोड को स्क्रैच से नहीं लिखा गया है क्योंकि बहुत सारे कोड उपलब्ध हैं बहुत से कोड का पुन उपयोग किया जा रहा है और केवल छोटे संशोधन और सिलाई की जाती है जिसे हम सेवा उन्मुख सॉफ्टवेयर कहा जाता है इसलिए आज हम सबसे पहले जलप्रपात मॉडल और फायदे नुकसान वगैरह जलप्रपात मॉडल पर कुछ प्रतिबिंबों को देखेंगे और हम उन मॉडलों को देखेंगे जो झरना आधारित मॉडल की विशिष्ट कमियों को दूर करने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं हम वृद्धिशील RAD और विकासवादी मॉडल को देखते हैं सबसे पहले आइए हम झरना आधारित मॉडलों की प्रमुख कठिनाइयों को देखें संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कठिनाई यह है कि जलप्रपात मॉडल में परिवर्तन के अनुरोध को किसी भी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है सभी जलप्रपात आधारित मॉडल में पुनरावृत्त झरना मॉडल परंपरागत झरना मॉडल प्रोटोटाइप मॉडल V मॉडल और इतने पर है आवश्यकताओं को सामने लाया जाता है और इन्हें प्रलेखित किया जाता है यह माना जाता है कि यह नहीं बदलेगा और फिर इस प्रलेखित आवश्यकताओं के आधार पर योजना बनाई गई है इस आवश्यकताओं पर डिज़ाइन किया गया है और फिर संबंधित आवश्यकताओं के साथ कोडिंग और परीक्षण किया गया है लेकिन तब वास्तव में वर्तमान परियोजनाएं विकास आय के रूप में बदलती रहती हैं आमतौर पर आवश्यकताओं के बारे में 40 से 50 प्रतिशत प्रारंभिक आवश्यकता विनिर्देशन के बाद बदल जाते हैं और यह संभवतः झरने आधारित मॉडल के आने वाले प्रमुख छोटे में से एक है एक विशिष्ट विकास के दौरान आवश्यकता परिवर्तन का 40 प्रतिशत दूसरी समस्या यह है कि अब कई परियोजनाएं अनुप्रयोगों को अनुकूलित करने के लिए हैं क्योंकि हम सेवा उन्मुख सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा कर रहे हैं जहां संगठन के पास कुछ सॉफ़्टवेयर हैं और यह किसी अन्य ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए दर्जी होगा यदि हम इस कस्टम अनुप्रयोग के लिए झरना मॉडल का उपयोग करते हैं तो बड़ी लागत आएगी क्योंकि पूरी चीज को प्रलेखनस्विशिष्टता डिजाइन और इसी तरह से तैयार करना होगा तीसरी समस्या यह है कि झरने के मॉडल को भारी वजन प्रक्रिया के रूप में कहा जाता है इसे भारी वजन प्रक्रिया कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे दस्तावेज प्रक्रिया के हिस्से के रूप में उत्पन्न होते हैं सब कुछ दस्तावेज के रूप में माना जाता है आवश्यकता विनिर्देशन से शुरू होती है समीक्षा समीक्षा परिणाम डिजाइन सभी प्रकार की योजनाओं को सब कुछ प्रलेखित किया जाना है और यही कारण है कि इन्हें भारी वजन प्रक्रिया कहा जाता है और यह अनुमान लगाया जाता है कि आम तौर पर विकास टीम द्वारा किए गए प्रयास का 50 प्रतिशत दस्तावेज बनाने की ओर जाता है और स्वाभाविक रूप से परियोजना की लागत में वृद्धि होती है और परियोजना में देरी होती है अवधि बहुत कम है इस तरह के भारी वजन प्रक्रियाएं अनुकूल नहीं हैं और हमें कुछ प्रक्रियाओं की आवश्यकता है जो इन समस्याओं को दूर करती हैं आइए हम थोड़ा विस्तार करते हैं कि झरने के मॉडल में आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाता है और शुरू में प्रलेखित किया जाता है वे उस बिंदु से तय होते हैं इन दस्तावेज़ों की आवश्यकता के आधार पर किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं है और दीर्घकालिक योजनाएँ बनाई जाती हैं डिजाइन इन प्रलेखित आवश्यकता के आधार पर बनाया गया है यहां तक कि परीक्षण के मामले भी इस प्रलेखित आवश्यकता के आधार पर लिखे गए हैं इसलिए इस आवश्यकता में किसी भी परिवर्तन के लिए सभी दस्तावेजों में परिवर्तन की आवश्यकता होगी और इसलिए जो लोग झरना मॉडल का उपयोग करते हैं वे ग्राहक को बहुत छोटे परिवर्तन करने के लिए हतोत्साहित करते हैं लेकिन आइए हम फ्रेडरिक ब्रूक्स के अवलोकन को देखें जो इस क्षेत्र में गुरुओं में से एक है यह धारणा कि कोई पहले से एक संतोषजनक प्रणाली निर्दिष्ट कर सकता है इसके निर्माण के लिए बोलियां प्राप्त कर सकता है इसे बनाया और स्थापित कर सकता है यह धारणा मौलिक रूप से गलत है और कई सॉफ्टवेयर अधिग्रहण समस्याओं मैं उछाल आता है फ्रेडरिक ब्रूक्स ने सोचा कि बस समझाने के लिए उन्होंने महसूस किया कि परियोजना की असफलताओं में से कई परियोजना देरी वगैरह विकास की शुरुआत में आवश्यकताओं को पूरा करने का परिणाम है और फिर प्रलेखित आवश्यकताओं के आधार पर सभी विकास आय मौलिक रूप से गलत हैं और इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं झरना मॉडल के इस छोटे से आने के जवाब में एक मॉडल जो प्रस्तावित किया गया था वह वृद्धिशील मॉडल है वृद्धिशील मॉडल के पीछे मुख्य विचार प्राप्त करने के लिए आइए देखें कि इस क्षेत्र के संस्थापकों में से एक विक्टर बेसिली का क्या कहना है मूल विचार यह है कि सिस्टम के पहले वृद्धिशील वितरण योग्य संस्करणों के विकास के दौरान जो सीखा गया था उसका लाभ उठाएं सीखना प्रणाली के विकास और उपयोग दोनों से आता है सॉफ़्टवेयर आवश्यकताओं के समायोजित के सरल कार्यान्वयन के साथ शुरू करें और पुन संस्करण के विकसित क्रम को बढ़ाएँ प्रत्येक संस्करण में नई कार्यात्मक क्षमताओं को जोड़ने के साथ डिजाइन संशोधन किए जाते हैं इस प्रकार यह समझाने के लिए कि एक वृद्धिशील मॉडल के बारे में विक्टर बेसिली का क्या कहना है सॉफ्टवेयर को वृद्धि में विकसित किया गया है पहले वृद्धि में कुछ मुख्य कार्यक्षमताओं को लागू किया जाता है और फिर ये ग्राहक को दिए जाते हैं जो प्रतिक्रिया देते हैं और यह प्रणाली के उपयोग से एक सीख बनते हैं यहां तक कि विकासकर्ता के पास जो वे हैं वे कोर कार्यक्षमता के कार्यान्वयन से सीखते हैं और प्रतिक्रिया के आधार पर सिस्टम को परिष्कृत किया जाता है और इसे पुनरावृत्ति कहा जाता है पुनरावृत्ति में उसी कार्यक्षमता को परिष्कृत किया जाता है जब ग्राहक हर बार नई प्रतिक्रिया देता है उसी कार्यक्षमता को पुनरावृत्त रूप से परिष्कृत किया जाता है और साथ ही नई कार्यक्षमता को भी लागू किया जाता है जिसे वृद्धि कहा जाता है तो इस मॉडल को पुनरावृत्ति के साथ वृद्धिशील मॉडल कहा जाता है वृद्धिशील और पुनरावृत्ति विकास यहाँ हर बार कार्यात्मकता मे वृद्धि को लागू किया जाता है और उसी समय में जिन कार्यक्षमताओं को पहले से लागू किया गया था उन्हें परिष्कृत किया जाता है और इसे उन कार्यों के साथ पुनरावृत्ति कहा जाता है वृद्धिशील और पुनरावृत्त विकास की मुख्य विशेषताएं यह है कि सिस्टम में वृद्धि प्रणाली के छोटे भागों में निर्मित होती है प्रत्येक कार्यशीलता के लिए पुनरावृत्तियों की संख्या होती है और हर बार ग्राहक को एक कार्यशील कार्यक्रम के रूप में एक सुपुर्दगी दी जाती है जिसका ग्राहक उपयोग कर सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है ग्राहक के लिए प्रत्येक डिलिवरेबल्स ने न केवल उस प्रतिक्रिया को शामिल किया होगा जो उसने पिछली वृद्धि में दी थी बल्कि नई कार्यक्षमता भी जोड़ी थी जैसा कि आसानी से देखा जा सकता है कि यह परिवर्तनों को संभालने का एक अच्छा तरीका है ग्राहक को प्रतिक्रिया के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इन्हें शामिल किया जाता है वृद्धिशील मॉडल उद्योग में लोकप्रिय हो गया है तर्कसंगत एकीकृत प्रक्रिया एक वृद्धिशील मॉडल है चरम प्रोग्रामिंग फुर्तीला मॉडल वगैरह सभी वृद्धिशील हैं ग्राहक की अपेक्षाओं से कुछ कार्यक्षमताओं को प्राप्त होती है जिसका वह उपयोग कर सकता है और अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है इस आधार पर संगठन का विकास संगठन कोर कार्यक्षमता पर प्रतिक्रिया को शामिल करता है और अतिरिक्त कार्यक्षमता को लागू करता है और ग्राहक को देता है ग्राहक इस पर फिर से प्रतिक्रिया देता है और प्रतिक्रिया को शामिल किया जाता है और नई कार्यक्षमता भी जोड़ी जाती है और इस तरह यह प्रणाली पूरी हो जाती है और उम्मीद है कि अंत में वितरित प्रणाली ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करेगी क्योंकि सिस्टम का उपयोग करने में उनकी सभी प्रतिक्रिया शामिल हो गई है दि आप शुरू में मॉडल को आरेखित कर सकते हैं तो आवश्यकताओं को एकत्र किया जाता है और इन आवश्यकताओं को वृद्धिशील सुविधाओं में विभाजित किया जाता है एक समग्र डिजाइन होता है और फिर हर बार एक वृद्धि लिया जाता है विकसित और सत्यापित किया जाता है पिछले वृद्धि के साथ एकीकृत किया जाता है सिस्टम को सत्यापित कर ग्राहक को दिया जाता है प्रतिक्रिया ली जाता है अगला इन्क्रीमेंट विकसित किया जाता है और यह प्रक्रिया जब तक अपनाई जाती है जब तक की अंतिम सिस्टम को अपडेट नहीं किया जाता है जैसा कि आप देख सकते है इन्क्रीमेंट मॉडल में आवश्यकताओं को एकत्र किया जाता है इन्हें छोटी वृद्धि या स्लाइस में विभाजित किया जाता है समानता यहाँ झरना मॉडल के साथ यह है कि आवश्यकताओं को सामने एकत्र किया जाता है लेकिन अंतर यह है कि इस प्रत्येक इन्क्रीमेंट पर ग्राहक की प्रतिक्रिया ली जाती है और ये बदले जाते हैं जलप्रपात के मॉडल में एक एकल रिलीज़ होती है शुरू में सभी कार्यक्षमता आवश्यकताओं को एकत्र किया जाता है डिज़ाइन कोडिंग परीक्षण किया जाता है और ग्राहक को एक ही रिलीज़ के रूप में दिया जाता है जबकि वृद्धिशील में कई रिलीज़ होते हैं और प्रत्येक रिलीज़ के बाद ग्राहक की प्रतिक्रिया ली जाती है और पहले से डिलीवर की गई कार्यक्षमता मे ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फिर से बदलाव किया जाता है पहला इन्क्रीमेंट आम तौर पर मुख्य कार्यक्षमता है फिर क्रमिक इन्क्रीमेंट न केवल मौजूदा कार्यक्षमता को परिष्कृत करते हैं बल्कि अंतिम वृद्धि को कार्यक्षमता जोड़ते या ठीक करते हैं इसे पुनरावृति के साथ वृद्धिशील इन्क्रीमेंट मॉडल के रूप में कहा जाता है लेकिन फिर कोई शुद्ध रूप से वृद्धिशील मॉडल के बारे में सोच सकता है जहां कोई पुनरावृत्ति नहीं होती है जिसमें सिस्टम को केवल छोटे इन्क्रीमेंट में विकसित किया जाता है और ग्राहक को दिया जाता है लेकिन ग्राहक की मौजूदा कार्यक्षमताओं को बदलने के लिए प्रतिक्रिया वास्तव में नहीं ली जाती है इसमें कोई पुनरावृत्ति नहीं है विशुद्ध रूप से वृद्धिशील इन्क्रीमेंट मॉडल में सॉफ्टवेयर को वृद्धि के रूप में विकसित किया जाता है और ग्राहक को दिया जाता है लेकिन एक बार कार्यात्मकता प्रदान करने के बाद इन्हें परिवर्तित नहीं किया जाता है लेकिन पुनरावृत्ति के साथ एक इंक्रीमेंटल मॉडल मेंइन्क्रीमेंट में ग्राहक को कार्य दिए जाते हैं लेकिन प्रत्येक कार्यात्मक कार्यक्षमता दिए जाने के बाद भी ग्राहकों की प्रतिक्रिया ली जाती है और जिन्हें अगले पुनरावृत्ति में शामिल किया जाता है बेशक प्रत्येक वृद्धि या पुनरावृत्ति एक छोटा सा एक अलग तरह का जीवन चक्र होता है उदाहरण के लिए एक अलग जीवन चक्र प्रत्येक छोटे इन्क्रीमेंट के लिए एक जलप्रपात मॉडल का उपयोग किया जा सकता है यह एक आरेखीय प्रतिनिधित्व है प्रारंभिक आवश्यकताओं को इन्क्रीमेंट1 2 3 में विभाजित किया गया है वृद्धि 1 का विकास किया जाता है वृद्धि 2 का विकास होता है तो यह एक जलप्रपात डिज़ाइन है जो ग्राहक की प्रतिक्रिया को स्थापित करता है वृद्धि 1 पहले विकसित होती है फिर वृद्धि 2 विकसित होती है फिर वृद्धि 3 विकसित होती है यदि हम आरेखीय रूप से विकास के इस मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं तो पहले हम सभी ग्राहकों की आवश्यकताओं को इकट्ठा करते हैं और फिर इन्क्रीमेंट की योजना बनाते हैं फिर इन्क्रीमेंट डिजाइन करें वृद्धि लागू करें वृद्धि लागू करें और फिर वृद्धि का मूल्यांकन करने के लिए ग्राहक को दें और फिर उस प्रतिक्रियाके रूप में उपयोग करें और अगले इन्क्रीमेंट को लें क्योंकि यहां पर बहुत सारे इन्क्रीमेंट हैं जिनमें से डिजाइनर को एक पसंद करके ग्राहक को एक इंक्रीमेंट अगले पुनरावृत्ति के लिए की देनी होती है वह पहले किस इंक्रीमेंट को चुनते है यह एक महत्वपूर्ण समस्या है कुछ भाग अन्य भागों के पूर्व अपेक्षित होंगे इसके बिना सिस्टम काम नहीं करेगा उदाहरण के लिए जब तक ग्राहक का पंजीकरण नहीं किया जाता है तब तक ग्राहक बिलिंग नहीं की जा सकती है पहले हमारे पास ग्राहक पंजीकरण सॉफ्टवेयर विकसित होना चाहिए और उसके बाद ही ग्राहक बिलिंग सॉफ्टवेयर को लागू किया जा सकता है लेकिन तब इंक्रीमेंट बिना किसी आदेश के होती है अब ये इंक्रीमेंट जहां लागत के लिए कोई आदेश मूल्य नहीं है अनुपात का उपयोग किया जा सकता है इसे हम C अनुपात द्वारा V कहते हैं जहाँ V उस ग्राहक का मान है जिसे 1 से 10 के पैमाने में वर्गीकृत किया गया है और C एक अंक है विकासकर्ता को लागत का प्रतिनिधित्व करते हुए 0 से 10 दिए जाते हैं आइए हम एक उदाहरण देखें कि यह कैसे काम करता है मान लीजिए कि अगले इंक्रीमेंट के लिए एक कदम बढ़ाते हैं हम कहते हैं कि ये मॉड्यूल हैं जो कि विकास टीम के पास लाभ को लागू करने के लिए लाभ रिपोर्ट बनाने ऑनलाइन डेटाबेस को लागू करने तदर्थ जांच को लागू करने क्रय योजनाओं को लागू करने के लिए लचीलापन है प्रबंधकों के लिए लाभ आधारित वेतन है ये पांच कार्यक्षमताएं हैं जो कि विकासकर्ता पास इन विभिन्न कार्यात्मकताओं के मूल्य के बारे में ग्राहकों की प्रतिक्रिया और पसंद से है जो उन्होंने इन मूल्यों को सौंपा है ऑनलाइन डेटाबेस उनके लिए सबसे कम मूल्य है लाभ रिपोर्ट 9 है तदर्थ जांच 5 क्रय योजना 5 और प्रबंधक के लिए लाभ आधारित वेतन है 9 विकास टीम जब 1 से 10 पर यह दर पूछती है तो मैंने पाया कि विकास के लिए कम से कम लागत क्या प्रबंधक के लिए लाभ आधारित वेतन है लाभ रिपोर्ट 2 है क्रय योजना 4 है तदर्थ जांच 5 है और ऑनलाइन डेटाबेस पर लागू करने के लिए सबसे कठिन है और फिर C अनुपात द्वारा Vकी गणना पर हम पाते हैं कि 9 का एक पैमाना है से 1 01 011 इसलिए अगले इंक्रीमेंट के लिए यह एक है जिसे C अनुपात द्वारा उच्च V के रूप में चुना जाना चाहिए और n लाभ रिपोर्ट को चुना जाना चाहिए तीसरा क्रय योजना है और आगे तदर्थ जांच है और अंतिम ऑनलाइन डेटाबेस होना चाहिए वृद्धिशील मॉडल के रूप में बेहद लोकप्रिय हो यह लगभग हर मॉडल है कि इस्तेमाल किया जा रहा है उन वृद्धिशील मॉडल के योगिक एक महत्वपूर्ण व्युत्पन्न RAD मॉडल है RAD रैपिड आवेदन का विकास के लिए खड़ा है इसे कभी कभी तीव्र प्रोटोटाइप मॉडल भी कहां जाता है यहां मॉडल का मुख्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर को विकसित करने में लगने वाले समय और लागत को कम करना है बड़े निवेश किए जाने से पहले परिवर्तन अनुरोधों को जल्द से जल्द लागू करना जैसा कि हमने कहा कि एक इंक्रीमेंट मॉडल है यहां वृद्धि तय की जाती है और केवल अल्पकालिक योजनाएँ बनाई जाती हैं और मौजूदा कोड का भारी उपयोग किया जाता है झरना मॉडल के विपरीत यह मॉडल बहुत ही कुशल है इसमें बदलावों को शामिल करने के लिए लचीलापन शामिल हो सकता है क्योंकि केवल अल्पकालिक योजनाओं को बनाया जाता है किसी भी परिवर्तन को उन सभी योजनाओं को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है जो परियोजना प्रबंधन योजना वगैरह परीक्षण योजना और इतने पर डिजाइन करते हैं एक समय में एक इंक्रीमेंट के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और इस वृद्धि को टाइम बॉक्स कहा जाता है और प्रत्येक इंक्रीमेंट की सुपुर्दगी बाद सिस्टम या आवेदन अधिक पूर्ण हो जाते हैं प्रत्येक पुनरावृत्ति के दौरान सॉफ़्टवेयर का एक प्रोटोटाइप सबसे पहले विकसित किया जाता है जिसे ग्राहक को मूल्यांकन के लिए दिया जाता है और फिर ग्राहक की प्रतिक्रिया के आधार पर इस प्रोटोटाइप को परिष्कृत किया जाता है यहाँ ध्यान देने वाली एक बात यह है कि इस मॉडल में RAD मॉडल में ही प्रोटोटाइप को परिष्कृत किया जाता है प्रोटोटाइप को वास्तविक रूप से वास्तविक सॉफ्टवेयर होने के लिए परिष्कृत किया जाता है जहां हम जिस आदर्श मॉडल पर चर्चा करते थे वह जलप्रपात मॉडल का व्युत्पन्न है प्रोटोटाइप का उपयोग परियोजना की शुरुआत के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए किया जाता है और फिर प्रोटोटाइप को फेंक दिया जाता है और सॉफ्टवेयर को नए सिरे से विकसित किया जाता है लेकिन RAD मॉडल में ग्राहक की प्रतिक्रिया के आधार पर प्रोटोटाइप को परिष्कृत किया जाता है RAD मॉडल तेजी से विकास को प्राप्त करता है यह विशेष साधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है उपकरण को विकास की दृश्य शैली का समर्थन करना चाहिए जैसे कि खींचें और ड्रॉप पुन प्रयोज्य घटकों का उपयोग और मानक API का उपयोग ये कुछ ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर को तेजी से कार्यान्वित करने में मदद करने के लिए मान लिए जाते हैं अब हम उन सॉफ्टवेयर परियोजनाओं को देखते हैं जिनके लिए RAD मॉडल उपयुक्त है जिन परियोजनाओं के लिए प्रदर्शन और विश्वसनीयता महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन इन्हें बहुत तेजी से विकसित करने की आवश्यकता है और सिस्टम को कई स्वतंत्र मॉडल में विभाजित किया जा सकता है यदि सिस्टम बहुत तुच्छ है और हम कई इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हैं जाहिर है RAD मॉडल अनुपयुक्त है साथ ही RAD मॉडल अनुपयुक्त है जब हमारे पास कुछ लॉगिन घटक उपलब्ध हैं तो उच्च प्रदर्शन या विश्वसनीयता की आवश्यकता है RAD मॉडल उच्च प्रदर्शन या विश्वसनीयता नहीं देता है इसका कारण यह है कि प्रोटोटाइप स्वयं वास्तविक सॉफ्टवेयर में परिष्कृत है एक झरना मॉडल के विपरीत जहां एक ताजा सॉफ्टवेयर को कोडिंग और परीक्षण किया गया है RAD मॉडल एक कम विश्वसनीयता और प्रदर्शन देगा साथ ही RAD अनुपयुक्त हैयदि समान उत्पादों के लिए कोई पूर्वता नहीं है तो RAD मिले तो भी अनुपयुक्त है जो नए प्रकार के सॉफ़्टवेयर को चुनौती दे रहा है जाहिर है कोई घटक उपलब्ध नहीं होंगे जो प्लगइन्स के रूप में उपयोग करने के लिए सिस्टम को संशोधित नहीं किया जा सकता है RAD अनुपयुक्त है RAD मॉडल हर बार एक प्रोटोटाइप का निर्माण करता है और मूल्यांकन के लिए ग्राहक को देता है और ग्राहक मूल्यांकन के आधार पर प्रोटोटाइप को बदल दिया जाता है और ग्राहक को संतुष्ट होने के बाद परिष्कृत प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर का हिस्सा बन जाता है प्रोटोटाइप मॉडल में जो जलप्रपात मॉडल का एक व्युत्पन्न है विकसित प्रोटोटाइप का उपयोग मुख्य रूप से ग्राहकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए किया जाता है और समाधान में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है जो कि तकनीकी मुद्दे हैं और इसी तरह और इसलिए प्रोटोटाइप मॉडल का उपयोग करके आप विभिन्न डिज़ाइन विकल्पों के बीच चुन सकते हैं आप ग्राहक प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं और विकसित प्रोटोटाइप को आमतौर पर दूर फेंक दिया जाता है लेकिन RAD मॉडल में नहीं RAD मॉडल में वृद्धि शोधन के बाद प्रोटोटाइप ही अंतिम सॉफ्टवेयर बन जाता है एक और महत्वपूर्ण विकास मॉडल पुनरावृत्ति के साथ विकासवादी मॉडल है हमने वृद्धिशील मॉडल को पुनरावृति के साथ देखा था जो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और कई विकास मॉडल का हिस्सा बन गया है जो उद्योग भर में उपयोग किए जा रहे हैं लेकिन एक और विचार जो विकासवादी मॉडल है पुनरावृति के साथ हम इस मॉडल की अगली कक्षा में जांच करेंगे और हम देखेंगे कि वर्तमान मॉडल जो फुर्तीले मॉडल में बेहद लोकप्रिय हो गया है जिसमें पुनरावृत्तियों के साथ वृद्धिशील और विकासवादी मॉडल दोनों की विशेषताएं हैं हम यहां रुकेंगे और अगले व्याख्यान में जारी रहेंगे